Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 61 Three Phase Induction Motors Contd इसलिए अब हम स्टार्टिंग देखेंगे राइट Refer Slide Time 0018 लेकिन यह सर्किट यदि दिखता है यह सर्किट सही है तो यह सर्किट में वास्तव में हम इस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और संदर्भ समय 0025 लॉस कंपोनेंट को शुरुआत से देखेंगे उसके बाद हम सिर्फ सरलीकरण के लिए हैं लेकिन इस तरह के अगर इस तरह के सर्किट को मानते हैं तो यह इसे सटीक परिणाम नहीं देगा जबकि परिणाम गणना गलत होगी क्योंकि हमारे पास बस उस सरलीकरण के लिए है जिसे हमने इस तरह से बनाया है और यही कारण है कि हम यहां से जुड़े हैं यहां इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि यह केवल समझ के लिए है और इस भाग को हम पहले से ही लोड रेजिस्टेंस कहते हैं इसलिए इन दोनों को जोड़ा जाता है और यह करंट I2 है यह I 1 है और यह मेरा V है Refer Slide Time 0103 अब अगर मैं अगले सर्किट पर जाता हूं तो Ri की उपेक्षा की जाती है मान लीजिए कि यह नहीं है अगर यह नहीं है तो यह केवल I1 है यह Xm है और बाकी सभी समान हैं और पिछले एक यह है कि हम इस भाग में भी हैं यह हिस्सा भी उपेक्षित नहीं है Refer Slide Time 0120 यहां S 1 से शुरू कर रहा हूं और यह r1 है और यह x 1 x 2 है यह r2 और r2 2 1S 1 S S1है इसलिए यह भाग 0 है तो प्रारंभ में यह लोड S 1 से शुरू होता है इसलिए यह भाग उस स्थिति में 0 होगा जब मैंने S 1 से प्रारंभ किया था तो यह एक अनुमान है जो सही परिणाम नहीं देता है यह एक अन्य एप्रोक्सीमेशन भी है यह सटीक नहीं हो सकता है और यह भी सटीक नहीं है और यह भी S 1 पर है तो उस स्थिति में इस हिस्से को भी शुरू करने के लिए नहीं माना जाता है यह हिस्सा भी उपेक्षित है तो S 1 इसलिए यह हिस्सा 0 है और यह सरल सीरीज सर्किट है Refer Slide Time 0206 तो अब S 1 पर लोड रेजिस्टेंस शुरू करने के समय वह 0 है मैंने उन्हें बताया कि शुरू में मोटर करंट पूरे लोड करंट से 5 से 6 गुना बड़ा हो सकता है क्योंकि शुरू में यह हिस्सा 0 है इसका मतलब है कि अंततः एमपीडांस को प्रभावित करना कम हो रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत में करंट अधिक है क्योंकि यह भाग 0 है इसलिए प्रारंभ में प्रभावी एमपीडांस कम हो रही है और करंट V एमपीडांस होगा इसलिए जैसा कि एमपीडांस कम हो रही है इसलिए करंट अधिक होगा तो शुरुआत में करंट उच्चतर होगा तो आम तौर पर एक मोटर को यह 5 से 6 गुना फुल लोड करंट लगेगा करंट स्टार्टिंग करंट राइट स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट 5 से 6 गुना है तो सर्किट मॉडल की शंट शाखा में एक्साइटिंग करंट की तुलना में सर्किट को 15 C तक कम करने के लिए शुरू में उपेक्षित किया जा सकता है तो शुरू में स्टार्ट ब्रांच उपेक्षित है यह एक सरलीकरण अधिकार है Refer Slide Time 0303 अब टॉर्क शुरू करना T start 3 S होगा फिर मैं 2 r2 शुरू करता हूं क्योंकि हमारे पास यह एक्सप्रेशन से है है जो कि हम सभी ने देखा है कि टॉर्क एक्सप्रेशन अधिकतम टॉर्क एक्सप्रेशन टॉर्क एक्सप्रेशन सब कुछ शुरू करना तो यह 3ω S I 2 r2होगा तो मूल रूप से टोक़ एक्सप्रेशन ने देखा है कि 3 3ω SPG पहले ही देखा है और जो कि 3 i 2 I 2 start 2 r2S के बराबर है लेकिन S 1 और I2 के बजाय इस में यह I से शुरू होगा इसलिए यही कारण है कि T start3ω S I start 2 r2 शुरू करता हूं यह इक्वेशन 44 है अब सरलता या किसी न किसी एप्रोक्सीमेशन के लिए मान रहा है इसलिए I fl फुल लोड I2 fl हमारी धारणा है Refer Slide Time 0358 इस मामले में मैग्नेटाइजिंग करंट माना जाता है कि मैग्नेटाइजिंग करंट को फुल लोड कंडीशन के तहत भी उपेक्षित किया जाता है तब फुल लोड टॉर्क होगा T fl 3ω I fl2 r2a Sf जैसा ही होगा केवल एक ही टोक़ एक्सप्रेशन का उपयोग करें यह केवल फुल लोड करंट की इस शब्दावली को व्यक्त करती हैं फुल लोड करंट और फुल लोड स्लिप सिर्फ उन चीजों को बदलें तो यह 3ω S I fl2 r2S Sfl हैSfl फुल लोड पर स्लिप है एक फुल लोड का मतलब है कि मशीन ऑपरेटिंग का कहना है कि 10 hp मशीन है तो यह उस 10 उस 187 46 वाट पर काम कर रहा है इसलिए यदि r उदाहरण के लिए 10 वॉट मशीन कहता है और यदि यह 10 किलोवाट पर संचालित होता है जिसे वास्तव में कहा जाता है और इसी करंट को फुल लोड करंट कहा जाएगा और यह फुल लोड पावर है और संबंधित स्लिप फुल लोड स्लिप होगी तो यह 3ω S I fl2 r2Sfl है और जहां Sfl फुल लोड स्लिप है Refer Slide Time 0503 अब यदि इक्वेशन 44 को इक्वेशन 46 के साथ विभाजित करें तो T प्रारंभ T flI start 2I startI fl whole 2 Sfl मिलेगा Sfl यह एक सरल संबंध अधिकार है तो इस के साथ यह जो भी थोड़ा सा सिद्धांत है कम से कम एक प्रथम वर्ष का स्तर है जो कुछ भी थोड़ा सा है इसलिए इस इंडक्शन मशीन सिद्धांत भाग के साथ अगला हम कुछ उदाहरण देखेंगे आशा के साथ कोई समस्या नहीं होगी बस कुछ बुनियादी चीजों को आज़माएं इसे ध्यान में रखें थोड़ी बहुत धारणाओं को आराम दें और ये सभी चीजें एक के बाद एक अपने आप आ जाएंगी और कुछ भी वास्तव में मुश्किल नहीं है Refer Slide Time 0547 तो अब एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि 50 हर्ट्ज आपूर्ति से 6 पोल इंडक्शन मोटर फीड किया जाता है यदि फूल लोड पर रोटर emf की सप्लाई 2 हर्ट्ज है जो f2Sf है तो फुल लोड स्लिप और स्पीड का पता लगाएं तो P को 6 f 50 हर्ट्ज़ f 2 हर्ट्ज़ दिया जाता है और हम f2 Sf जानते हैं इसलिए S f2 f तो f2 2 और f 50 इसलिए 004 और n S को हम जानते हैं 120 f P इसलिए 120 506 जोकि 1000 rpm होगा और S n S n a n S होगा Refer Slide Time 0626 तो एस हमें इस 1000 में 004 मिले हैं इसलिए इसका पता लगाना है तो रोटर की स्पीड 960 rpm है यह एक सरल उदाहरण है Refer Slide Time 0633 इसी तरह उदाहरण 2 एक 3 फेस 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है जिसमें कोई लोड नहीं है और फुल लोड का 3 है एक सिंक्रोनस स्पीड b नो लोड स्पीड c फुल लोड स्पीड d स्टैंडस्टिल पर रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी और e फुल लोड पर रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी का पता लगाएं Refer Slide Time 0654 जब P 6 नो लोड स्लिप दी गई हैजो कि 001 है तो फुल लोड स्लीप 0033 दी गई है इसलिए n S 120 120 f P है तो यह 1000 rpm है इन सभी मूल्यों के लिए यह 120 है f 50 हर्ट्ज और P 6 पोल्स है इसलिए 1000 rpm इसे p नहीं बनाते हैं फिर गलती करेंगे यहां पोल्स की संख्या सही है इसलिए यह1000 rpm होगा अब नो लोड स्पीड n 0 कितना सही है यह देखते हैं हम जानते हैं कि n S n n इसलिए यहाँ n n 0 होगा इसलिए S0 n S n 0 n S या n 0 1 S0 है तो S0 001 है जिसमें कोई लोड स्लिप नहीं है इसलिए n 0 99 rpm होगा Refer Slide Time 0735 अब c फुल लोड स्पीड है इसलिए n fl बस इस प्रत्यय को 0 fl से बदल सकती है n fl S1 Sfl यह 1000 है और Sfl 003 है तो यह 970 rpm आ रहा है Refer Slide Time 0749 अब स्टैंडस्टील पर रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी यानी f2 कितनी होगी स्टैंडस्टील पर S की वैल्यू 1 होगी तो स्वाभाविक रूप से रोटर की फ्रीक्वेंसी स्टैंडस्टिल पर S 1 पर 50 हर्ट्ज होगी फिर उस समय रोटर स्टेशनरी होगा और जब रोटर स्थिर होगा तब स्लिप 1 होगा Refer Slide Time 0806 तो फुल लोड पर रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी f2Sfl f होगी तो फुल रोटर पर Sfl की वैल्यू 003 होगी जो कि 50 है इसलिए यह 15 हर्ट्ज होगा उदाहरण 3 तो अगले एक 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर पूरे लोड पर चल रहा है एक उपयोगी टॉर्क 60 न्यूटन मीटर विकसित करता है जब रोटर emf 120 साइकिल प्रति मिनट होगा इसका मतलब है यह पता लगाना है कि इस चीज के लिए रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी शाफ्ट पावर आउटपुट की गणना करें जो मैकेनिकल पावर है जिसे मैंने बताया था यदि मैकेनिकल टोक़ फ्रिक्शन में खो गया और कोर लॉस लिए 10 न्यूटन मीटर है तब रोटर वाइंडिंग में कॉपर लॉस की गणना मोटर के लिए इनपुट एफिशिएंसी स्टेटर लॉस को 800 वाट दिया जाता है स्टेटर लॉस को 800 वाट दिया जाता है इसलिए f2Sf होगा Refer Slide Time 0854 तो वास्तव में यह f2Sf यह प्रति मिनट 120 कंप्लीट साइकिल दिया जाता है तो रोटर फ्रीक्वेंसी 12060 है इसलिए प्रति सेकंड कितने साइकिल वास्तव में 2 हर्ट्ज साइकिल प्रति सेकंड है इसलिए यह 2 हर्ट्ज है अब S 2 f है क्योंकि Sf 2 इसलिए S 250 इसलिए 4 004 होगा Refer Slide Time 0922 अब ns 120 f P P 6 है f 50 है इसलिए ns 1000 rpm है अब रोटर स्पीड n 1 S n S इसलिए 1 004 1000 960 rpm होगा इसलिएω2 pi96060 क्योंकि हमें टोक़ की आवश्यकता है तो यह 10053 रेडियन प्रति सेकंड आ रहा है अब शाफ्ट पावर आउटपुट यूज़फुल टोक़ रोटर स्पीड होता है तो यूज़फुल टॉर्क 160 रोटर स्पीड यानी 10053 दिया गया है और यह यूजफुल टॉर्क है अगर समस्या में देखा जाए तो इसे 160 न्यूटन मीटर दिया गया है इसलिए यह वास्तव में 16085 किलोवाट है Refer Slide Time 1004 अब मैकेनिकल पार्ट को डेवलप करने के लिए P m यूज़फुल टोक़ लॉसेस रोटर स्पीड होगा इसलिए उपयोगी टोक़ 160 है और यह लॉस 10 दिया गया है इसलिए 16010 न्यूटन मीटर रोटर स्पीड 10053 है जिससे Pm 1709 किलो वाट होगा Refer Slide Time 1026 अब अगला भाग Pm 3 I22r2 1S 1 मैकेनिकल प्रति आउटपुट है तो 3 I22 r2 को S P m1 S द्वारा भी लिखा जा सकता है इस एक्सप्रेशन से मतलब है इस एक्सप्रेशन को से लिख सकते हैं कि S P m1 S द्वारा हम लिख रहे हैं और 3 I 2'2 यह एक है तो मूल रूप से यह शब्द 3 फिर I22 r2 फिर 1 S S है इसका अर्थ है कि यह भाग S P m विभाजित 1 S है तो वह रोटर कॉपर लॉस 3 I2 r2 यह रोटर कॉपर लॉस है रोटर कॉपर लॉस की एक्सप्रेशन S P m1 S है Refer Slide Time 1116 तो रोटर कॉपर लॉस निकालने के लिए P m 1709 004 1 004 करना होगा इसलिए यह 0712 किलो वाट आ रहा है अब मोटर मैकेनिकल बिजली उत्पादन के लिए मोटर इनपुट के लिए इनपुट रोटर Pmरोटर कॉपर लॉस टोटल स्टेटस के द्वारा निकाला जाता है को नुकसान पहुंचाते हैं टोटल स्टेटर लॉस वास्तव में 800 वॉट है क्योंकि समस्या में इसे टोटल स्टेटर लॉस 800 वॉट दिया गया है इसका मतलब है कि यह किलोवाट में बदल जाता है यहाँ यह 17090712800 जोड़ने पर 18602 किलो वॉट आउटपुट मिलेगा अगर एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट इनपुट किया जाए तो हमने देखा था की आउटपुट 16085 है और इनपुट की वैल्यू 18608 है तो एफिशिएंसी 8647 होगी Refer Slide Time 1201 अगला एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जिसमें फुल लोड पर 4 की स्लिप है चालू करंट फुल लोड करंट के मामले में पांच टाइम अधिक है स्टेटर एमपीडांस और मैग्नेटाइजिंग करंट की उपेक्षा की जा सकती है यहां तक कि उपेक्षा करने से अधिकतम टोक़ और उस स्लीप की गणना होती है जिस पर यह होता है और शुरुआती टोक़ को इन दो चीजों की गणना करता है Refer Slide Time 1227 अब हम जानते हैं कि स्टार्टिंग स्लिप 1 पर स्टार्टिंग करंट Istart 2 V 2r22 x 2 2 हैं मैं यहां बार बार पुरानी इक्वेशंस नहीं लिखूंगा लेकिन इन सभी चीजों को दिया जा रहा है इसी तरह यह एक और शुरुआत है जिसमें फुल लोड पर I fl2 फुल लोड करंट V 2r2Sfl2 x 2 2 है क्योंकि एक स्टार्ट स्लिप 1 यहाँ लिखा गया है अब यदि हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से विभाजित करते हैं तो I start 2I startI fl 2 यह एक्सप्रेशन मिलेगा I start 2If12 r2 Sf1 x22 r22 x22 के द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है जिसमें अधिकतम टोक़ के लिए कहता है की r2 S अधिकतम x 2 है क्योंकि हम जानते हैं r2 S अधिकतम T तो r2 S अधिकतम T x 2 यह हम जानते हैं तो यहाँ हम r2 S अधिकतम T x 2 प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो यहाँ इसे मैंने रेड इंक से लिखा है Refer Slide Time 1332 यह एक्सप्रेशन सब्सीट्यूट और सिंपलीफाई इस तरह होगी यह इक्वेशन है अब जो डेटा दिया गया है वह कुछ इस तरह है I start 5 गुना फुल लोड स्टार्टिंग करंट है 5 गुना फुल लोड करंट जो कि मैं शुरू करूंगा 2 I fl2 तब 25 हो जाएगा जहां मैं शुरू करता हूं 5 मैं फुल लोड स्लिप देता हूं 004 सही यह दिया गया है तो यह मान हम सब को प्रतिस्थापित करते हैं इस अभिव्यक्ति को यहां एस के दो मूल्य मिलेंगे एक संभव नहीं हो सकता है लेकिन एक और है एक और संभव है Refer Slide Time 1403 यदि इसे हल किया जाता है तो Smax02 मिलेगा क्योंकि अन्य मान संभव नहीं हैं तो S से और पता है कि टोक़ अभिव्यक्ति T max3ω S05 V 2x 2 यहाँ यह विस्तार से है इक्वेशन 37 यहीं पर विस्तार से है तो इसका मतलब है कि T फुल लोड टॉर्क 3ω S v2 r2 Sf1 r2 Sf1 2 x22 मिलेगा यह एक्सप्रेशन यहाँ इक्वेशन 35 में विस्तार से है इसलिए सभी को इसे थोड़ा ध्यान में रखना होगा तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 के साथ अगर विभाजित किया जाए तो तो T maxT fl यह एक्सप्रेशन मिलेगा अतः TmaxT fl अब r2 को xmax T x 2 सब्सीट्यूट करें और यहाँ सरल करें यह बार बार यहाँ लिखा गया है कि r2S max T x 2 यहाँ लिखा है और प्रतिस्थापित किया गया देखिए सब्सीट्यूट करने पर यह ऑप्शन इस एक्सप्रेशन में मिल रहा है या नहीं Refer Slide Time 1502 अब यह Smax को 02 फुल लोड क्लिप प्राप्त करने के लिए 004 पर रखता है तो यह केवल स्लिप का कार्य है और यदि सरलीकृत किया जाता है तो यह 26 होगा इसका मतलब है अधिकतम टोक़ फुल लोड टोक़ 26 गुना होगा तो अधिकतम टोक़ 26 गुना फुल लोड टोक़ होगा इसे हमें थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है Refer Slide Time 1521 अब इक्वेशन 47 से हम जानते हैं कि T startT fl I startI fl2 Sf1है इसलिए 5 2 004 है तो वास्तव में इस समस्या के लिए टोक़ शुरू करना फुल लोड टोक़ बन जाएगा तो अगला उदाहरण 5 है Refer Slide Time 1542 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर इनपुट 60 किलो वाट है स्टेटर कुल 1 किलोवाट का नुकसान करता है यदि मोटर 3 की स्लिप के साथ चल रही हो तो कुल मैकेनिकल पावर और रोटर कॉपर लॉस पर पेज के नुकसान का पता लगाएं Refer Slide Time 1557 तो रोटर इनपुट स्टेटर इनपुट एयर गैप पावर की शुरुआत में स्टेटर लॉस उस समय मैंने बताया था तो PG 60 1 59 किलो वाट और स्लीप 003 होगा तो कुल मैकेनिकल पावर का विकास Pm इस एक्सप्रेशन 1 S PG से प्राप्त किया गया है तो मैं 572 किलो वाट प्राप्त करूंगा Refer Slide Time 1617 अब रोटर कॉपर लॉस हम इस सूत्र S PG को भी प्राप्त करते हैं तो यह 003 59 है इसलिए यह वास्तव में 1770 वाट है इस गणना में यह नीली स्याही 1770 वाट सही है तो रोटर कॉपर लॉस प्रति फेज को तीन से विभाजित करेंगे जो कि यह 590 वॉट होगा एक साधारण समस्या के लिए केवल कुछ फॉर्मूला को ध्यान में रखना है Refer Slide Time 1641 अगला उदाहरण 6 है 500 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर इम्पीडेंस होता है स्टैंडस्टील पर बराबर रोटर एमपीडांस अभी भी समान है स्टैंडस्टील का मतलब होता है जब स्लिप 1 मैग्नेटाइजिंग करंट 36 एम्पीयर होता है कोर लॉस 15000 वाट होगा मैकेनिकल लॉस 750 वाट है यह 2 की स्लिप पर आउटपुट एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का अनुमान है Refer Slide Time 1707 हमने एक सिंपलीफाइड सर्किट बनाया है हमने इस शंट ब्रांच को शुरुआत में ही रखा है और ये सभी चीजें हैं यह लोड रेजिस्टेंस भाग है यह रोटर भाग है यह स्टेटर भाग है और यह हैंड ब्रांच हिस्सा है जिसे मैं सरलता सरल गणना कहता हूं इसे यहाँ बीच में रख सकते हैं मेरा मतलब है कि यदि और अधिक सटीक गणना चाहते हैं तो शंट शाखा को यहाँ रख सकते हैं शंट शाखा यहाँ है चीजों के लिए रख सकते हैं गणना हो जाएगा तो वैसे भी इसे सरलीकरण के लिए हमने बनाया है इस तरह के सर्किट को फुल लोड रेजिस्टेंस भाग कहते हैं और यह लोड प्रतिरोध भाग है इस r2S को r2 r2 1 SS इस तरह बनाया गया था Refer Slide Time 1755 तो फेस वोल्टेज दिया जाता है 3 पेज वोल्टेज 500 रूट 3 है इतना वोल्ट 2887 वोल्ट होगा इसलिए इसे संदर्भ 2887 एंगल 0 वोल्ट के रूप में लें अब स्लीप 002 दी गई है और इसे r 1r2 006 ohm और x 1x 2 021 ohm दिया गया है Refer Slide Time 1815 अब कुल एमपीडांस अगर जोड़ते हैं तो यह सिर्फ इन दोनों को जुड़ेगा जोकि यह एक r2 1 SS है तो यह वास्तव में 319 के लिए आता है मेरा मतलब है कि सर्किट के कुल एमपीडांस सिर्फ जोड़ने पर जाती है इसे सीधे r2S बना सकते हैं इसके बजाय यह एक है और यह मूल रूप से r2S है लेकिन जिस तरह से इसे यहाँ खींचा जाता है ठीक उसी तरह से इसे बनाया जाता है तो यह 319 एंगल 756 o ओम्स और 5 6 3156o o है तो यह एंगल और ओम्स है Refer Slide Time 1848 तो I2VZ तो यह V है यह Z 905 एंगल 756 o एम्पीयर है यह एम्पीयर है इसलिए यहाँ यहीं लिखा गया है और I2 यह असली हिस्सा है यह काल्पनिक हिस्सा है अब मैं I mVj X mलिख रहा हूं तो V X एंगल 90 यह 36 एम्पीयर है तो मूल रूप से I m j 36 एम्पीयर है क्योंकि समस्या में इसे दिया गया है इसे 36 एम्पीयर दिया गया है इसलिए इसे सीधे बनाने के बजाय मैं लिख सकता हूं कि Im j 36 एम्पीयर Refer Slide Time 1924 अब टोटल कॉलेज 1500 वाट दिया जाता है प्रति फेस 500 वॉट का कोर लॉस है कोर लॉस को हम V I 500 लिख सकते हैं तो I करंट का कोर लॉस कंपोनेंट है जोकि 500 V है इसलिए यह 500 2887 है जोकि 173 एम्पीयर होगा इसलिए I 0I i I m यह 173 j 36 एम्पीयर दाईं ओर होगा Refer Slide Time 1946 इसलिएI 1I 0 I 0 I2 सर्किट को देखता हूं अगर इनको जोड़ दें तो यह I 1 1032 एंगल 277 o एम्पीयर होगा अब पावर फैक्टर 27789 कोसाइन होगा क्योंकि वोल्टेज एंगल को 0 लिया जाता है और यह स्टेटर करंट I1 है इसलिए इन वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 277 है तो पावर फैक्टर यह 189 है ठीक है अब रोटर कॉपर लॉस 3 I22 r2 जानते हैं इसलिए 3 यह मेरा I22 है यह r2 है जो 152 किलोवाट है Refer Slide Time 2021 लोड रजिस्टेंस हम जानते हैं कि r2 1S 1 इतना है अब कुल मैकेनिकल बिजली उत्पादन 3 I22 r2 1 S होगा यह सब हमने विकसित किया है तो यह भाग रोटर कॉपर लॉस रोटर कॉपर लॉस 1 S S है तो रोटर कॉपर लॉस सिर्फ हमने 152 की गणना की है यह मेरा रोटर कॉपर लॉस है Refer Slide Time 2044 तो यह 152 1 002 002 जिसमें स्लीप 002 है इसलिए 745 किलो वाट है अब मैकेनिकल लॉस 750 वाट है जिसे मैकेनिकल लॉस माना जाता है इसलिए नेट आउटपुट 7455 075 7375 किलोवाट होगा अब इनपुट 3 फेस है इसलिए यह 3 VI1 cos Φ होगा इसलिए 3 500 रूट 3 1032 यह I 1 पावर फैक्टर 089 है यह वास्तव में यह एक यह एक बस रूट 3 है तो रूट 3 500103208910 3 किलोवाट है तो एफिशिएंसी आउटपुट इनपुट होगी हम सिर्फ यह आउटपुट है और यह इनपुट है इसलिए यह 0927 एफिशिएंसी है इसलिए मुझे इसे ध्यान में रखना होगा Refer Slide Time 2139 अगला उदाहरण 7 है एक 25 hp जो कि हॉर्स पावर 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है जो फुल लोड पर 960 आरपीएम पर चलती है जिसमें 35 एम्पीयर पर एक रोटर करंट होता है शॉर्ट सर्किटिंग गियर में कॉपर लॉस के लिए 250 वाट और मैकेनिकल के लिए 1000 वाट की अनुमति होती है अब 3 फेस रोटर वाइंडिंग के पर फेस रेजिस्टेंस का पता लगाएं तो इस मामले में हम क्या करेंगे वह n S 120 f P है तो 1000 आरपीएम मिलेगा स्लिप S ns n ns है इसलिए स्लिप 4 004 मिल रही है Refer Slide Time 2214 तो नेट उत्पादन 25 h p हॉर्स पावर 746 वाट है तो यह 1865 किलो वाट है इसलिए कुल मैकेनिकल उत्पादन 1865 25010001000है जो यहां दिए गए हैं यहां शॉर्ट सर्किटिंग गियर में कॉपर लॉस के लिए यह 250 वाट है और मैकेनिकल लॉस के लिए 1000 वाट है इसलिए यह वाट विभाजित 2501000 1000 है इसलिए मुझे इसे किलोवाट में बदलना है ताकि 199 किलोवाट हो Refer Slide Time 2242 अब मैकेनिकल आउटपुट रोटर कॉपर लॉस 1 S S है जो मैंने देखा है इसलिए रोटर कॉपर लॉस S 1 S मैकेनिकल आउटपुट होगा तो इस S को 004 से सब्सीट्यूट करेंगे तो यहां वास्तव में हम मैकेनिकल आउटपुट को सब्सीट्यूट कर रहे हैं यह एक 829 वाट होगा यह 12 829 सही नहीं है नीली स्याही नीली शाही को देखें जिसमें यह 0829 किलोवाट है तो यह वास्तव में यह नहीं है इसलिए यह 0829 किलोवाट है तो यहां भी यह 0829 250 है तो 3 I22r2829 250 कहा जाता है तो मेरा मतलब है कि जो भी नीली स्याही से लिखा है वह सही है लाल स्याही वाली चीजें काटी गई है इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है तो इस मामले में जो3 I22r2829 250 यदि समस्या को देखें तो शॉर्ट सर्किट गियर में कॉपर लॉस के लिए 250 वाट की अनुमति देने वाली समस्या को देखें Refer Slide Time 2355 इसलिए यहां 3 I22r2829 250 होगा क्योंकि यह वास्तव में रोटर कॉपर लॉस होगा तो इसका मतलब है कि 3 352 r2 579 के बराबर है इसलिए r2 इस नीली स्याही से 0158 ओम होगा यह सही उत्तर है और इस 250 को घटाया जाना चाहिए क्योंकि यहां समस्या में लिखा है कि शॉर्ट सर्किटिंग गियर में कॉपर लॉस के लिए 250 वाट की अनुमति है जो कुल सर्किट के रजिस्टेंस के बराबर है इसीलिए यह तब होता है जब हम वहां हल करते हैं इसे इस एक से घटाया जाना चाहिए Refer Slide Time 2434 अब अगले उदाहरण में 440 वोल्ट का रोटर 50 हर्ट्ज 60 पोल 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर 80 किलो वाट का उदाहरण दिया गया है रोटर ईएमएफ यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव बल को 100 पूर्ण वैकल्पिक बनाने के लिए मनाया जाता है जिसे प्रति मिनट वैकल्पिक कहा जाता है इसका मतलब है यह रोटर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है जिसे हमें पता लगाना होगा स्लिप रोटर स्पीड मैकेनिकल पावर विकसित रोटर कॉपर लॉस प्रति फेस रोटर रजिस्टेंस प्रति फेस यदि रोटर करंट 65 एम्पीयर है तो गणना करें Refer Slide Time 2510 तो इस मामले में समाधान S f2 f दिया जाता है क्योंकि f2 एक्सेप्ट है इसलिए यह f2 10060 है क्योंकि यह प्रति मिनट 100 कल बना रहा है इसलिए 10060 प्रति सेकंड को 50 से विभाजित किया जाता है तोS 0033 यानी 33 है तो n S 120 f P होगा तो यह हमेशा की तरह 1000 आरपीएम इन सभी डेटा n रोटर स्पीड ns इसलिए 1 0033 1000 इसलिए 967 आरपीएम डाल रहा है Refer Slide Time 2541 अब अगली मैकेनिकल पावर विकसित P m 1 S PG है तो P m 80 किलो वाट है इसलिए P m 1 0033 80 इसलिए 7736 किलोवाट होगा अगला प्रति फेस रोटर कॉपर लॉस है इसलिए प्रति फेस जो 13 स्लिप रोटर इनपुट है इसलिए यह 13 स्लिप 8 है इसलिए यह 88 वाट हो जाएगा जो कि 088 किलोवाट है Refer Slide Time 2607 और वह और यह एक I22r2 है क्योंकि प्रति फेस 3 नहीं है यह प्रति फेस है तो I22r2880 है इसलिए r2 को 0208 ओम बहुत ही सरल समस्या है अब अगला यह एक है Refer Slide Time 2622 3 फेस 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल्स के साथ इंडक्शन मोटर 086 के पावर फैक्टर के साथ 950 आरपीएम पर 20 हॉर्स पावर विकसित करता है कुल मैकेनिकल लॉस जो कि 1 हॉर्स पावर है इस लोड के लिए गणना करें स्लिप रोटर कॉपर लॉस एक इनपुट हैं यदि स्टेटर लॉस कुल 1500 वॉट लाइन है तो इसे बनाना होगा जब भी हम इन सभी संख्यात्मक अन्य चीजों को हल करेंगे हम पहले समस्या को लिखेंगे और फिर उसे हल करेंगे Refer Slide Time 2654 अब हम जानते हैं कि n S 120 f P है तो 1000 आरपीएम सामान्य रूप से आ रहा है और एस इस फार्मूले को जानता है इसलिए इससे 005 हो रहे हैं तो विकसित की गई कुल मैकेनिकल पावर 20 होगी यह एच पी को जोड़ना है इसलिए 211 एच पी 0746 किलो वाट होगा तो यह 15666 किलोवाट है इसलिए PG रोटर इनपुट P m 1 S यह ज्ञात है इसलिए P m डालें S को यहां रखें और 165 किलो वाट पाएं Refer Slide Time 2726 रोटर कॉपर लॉस SPG होगा PG हम जानते हैं तो यह 0825 किलोवाट होगा तो क्योंकि S 005 और स्टेटर इनपुट PG स्टेटर लॉस हैं तो PG 165 और स्टेटर लॉस 15 है इसलिए यह 18 किलोवाट है और रूट 3 V I 1 cosΦ 18 किलो वाट है तो 18 1000 तो इसका मतलब है कि I 1 सभी डेटा दिए गए हैं इसलिए यह 24 एम्पीयर होगा अगर यह देखो कि यह समस्या है कि पावर फैक्टर को 086 पावर फैक्टर दिए गए हैं और SPG दिया गया है और इन सभी चीजों की गणना की जाती है तो यहाँ यह है कि क्या I1 स्टेटर करंट को 24 एम्पीयर मिलेगा और यह इस अध्याय के लिए अंतिम समस्या है Refer Slide Time 2814 तो एक 8 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेस इंडक्शन मोटर में 007 ओम प्रति फेस के बराबर रोटर रजिस्टेंस है यदि इसकी स्टेलिंग स्पीड 630 आरपीएम है तो प्रारंभ में अधिकतम टॉर्क प्राप्त करने के लिए प्रति रजिस्टेंस कितना शामिल होना चाहिए मैग्नेटिक को करने पर ध्यान न दें तो n S 120 f P पता है इसलिए इस मामले में यह 8 पोल मशीन है तो यह 750 आरपीएम आ रहा है क्योंकि f 50 हर्ट्ज स्लिप है जो टॉर्क है जिसके लिए स्लिप टॉर्क अधिकतम है इसलिए Smax T n S n n S है क्योंकि यह n वास्तव में स्टेलिंग स्पीड है राइट स्टेलिंग स्पीड का मतलब है ऐसी स्पीड जिसके लिए टोक़ अधिकतम है इसलिए यह 630 आरपीएम है तो इस मामले में 750 630750 Smax T 016 है Refer Slide Time 2910 चूँकि टोक़ अधिकतम है यह स्टेलिंग टोक़ है तो r2x 2 SSmax T यह अध्ययन किया गया है इसलिए x 2 r2 016 होगा इसलिए 007 016 तो 044 ओम है Refer Slide Time 2926 प्रारंभ में S1 हम जानते हैं इसलिए r2x 2 044 ओम है इसलिए हमें 044 007 को जोड़ने के लिए रजिस्टेंस मिला इसलिए 037 ओम हुआ क्योंकि यहां यह दिया गया है कि इसमें 007 ओम प्रति पेज के बराबर रोटर रजिस्टेंस है लेकिन हमें 044 मिला है लेकिन इसके लिए 0037 को 037 ओम बनने के लिए घटाया जाना चाहिए समस्या में यह दिया जाता है कि प्रति फेस कितना रजिस्टेंस शामिल किया जाना चाहिए इसलिए 037 ओम रजिस्टेंस के लिए सही है उसे सम्मिलित करना होगा अन्यथा जवाब गलत होगा और इस को घटाना होगा इसके साथ ही मुझे लगता है कि यह इंडक्शन मशीन को मुझे कबबंद करना होगा क्योंकि यह प्रथम वर्ष का स्तर है इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना सही है और मुझे आशा है कि हम सभी लोग इसके अधीन होंगे और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो विशेष रूप से नए को हल करने के लिए संदर्भ समय 3033 को रेफर करें शुरू में शायद जब मैं इसे पहली बार करूंगा तो शायद मुझे इस पर ज्यादा ध्यान लगाने की आवश्यकता है लेकिन अगर कोई समस्या है तो कृपया करके अपने प्रश्न को प्रश्न फोरम में अवश्य डालें हम सभी प्रश्नों को स्पष्ट करेंगे और अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उसे फोरम में जरूर डालें और जो मैंने रिफरेंस बुक सजेस्ट की है उसको भी रेफर करें किसी भी मशीन बुक को फॉलो करें आपको वह सारी चीजें उस बुक में अवश्य मिल जाएंगे Glossary English word Hindi Hindi meaning magnetizing component मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट loss component लॉस कंपोनेंट घटक कंप्लेंट approximation एप्रोक्सीमेशन एप्रोक्सीमेशन impedance एमपीडांस एमपीडांस exciting current एक्साइटिंग करंट एक्साइटिंग करंट equation इक्वेशन समीकरण fed फीड फेड synchronous speed सिंक्रोनस स्पीड तुल्यकालिक गति standstill स्टैंडस्टील ठहराव frequency फ्रीक्वेंसी आवृत्ति shaft power output शाफ्ट पावर आउटपुट शाफ्ट पावर आउटपुट mechanical torque friction मैकेनिकल टोक़ फ्रिक्शन मैकेनिकल टोक़ फ्रिक्शन core loss कोर लॉस कोर लॉस efficiency एफिशिएंसी दक्षता cycle साइकिल चक्र expression एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति useful torque यूज़फुल टोक़ उपयोगी टोक़ squirrel cage स्क्विरल केज स्क्विरल केज start slip स्टार्ट स्लिप स्टार्ट स्लिप substitute सब्सीट्यूट विकल्प simplify सिंपलीफाई सरल option ऑप्शन विकल्प torque टोक़ टोक़ stator loss स्टेटर लॉस स्टेटर लॉस simplified circuit सिंपलीफाइड सर्किट सिंपलीफाइड सर्किट shunt branch शंट ब्रांच शंट ब्रांच hand branch हैंड ब्रांच हैंड ब्रांच stalling speed स्टेलिंग स्पीड स्टेलिंग स्पीड